सभी को नमस्कार इस क्लास में हम अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे अक्सर इसे ALU भी कहते हैं जो इसका अब्रीविएशॅन हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि वह एक यूनिट है जिसमें अर्थमैटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशन करना होता हैं आइडिया यह है कि हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो जनरल पर्पस डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें यह नहीं पता है यह सर्किट क्या करने वाली है तो जब हमें चाहिए तब वह लॉजिक ऑपरेशन करेगा जब जरूरत हो तो अलग तरीके का लॉजिक ऑपरेशन भी करेगा या फिर अलग तरीके का अर्थमैटिक ऑपरेशन भी करेगा तो क्या हमें यह सारे सर्किटस चाहिए और फिर उनमें से किसी एक को इन्वोक करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से और जो बाकी सारे सर्किटस है वह उस वक़्त आइडल रहेगा या फिर ऐसा डिवाइस जो सारे अलग तरीके के फंक्शनस कर सकता है इन सारे फंक्शनस के लिए एप्रोप्रियेट सिलेक्शन इनपुट जिसमें से हम इनपुट चुनकर अर्थमैटिक या लॉजिक ऑपरेशन करवा सकते हैं तो जनरल पर्पस डिवाइस के लिए ऐसा ऑप्शन पेफर करेंगे कि जिसमें अर्थमैटिक और लॉजिक कंप्यूटिंग यूनिट हो और जिसे मैंन प्रोसेसर और बाकी सारे प्रोसेसिंग यूनिटस इस्तेमाल करेंगे तो यह आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसे किसी यूनिट की बात करते हैं तो इसका जो डिजाइन होगा वह काफी कंपलेक्स होगा अगर हम प्रैक्टिकल यूज की बात करें जैसे 4 बिट 8 बिट या फिर दूसरे फ़ंक्शनेलिटीस तो हम इस पर एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं यह इसलिए की हम बड़े सर्किट या कंपलेक्स सर्किट को देखकर घबरा न जाए ज्यादा कंपलेक्स सर्किट मतलब की जिसमें 70 लॉजिक गेटस होते हैं तो सबसे पहले हम एक सिंपल सर्किट देखेंगे जो 1 बिट ऑपरेशन करता है जैसे किलॉजिक ऑपरेशन NAND या NOT या हाफ एडिशन तो यह चीज अब हम कर रहे हैं तो इसे दो इनपुट A और B है तो यह दोनों ओपेरंडस है इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वह Y0 और Y1 में दिखेगा और S सिलेक्ट इनपुट है एक ही सिलेक्ट इनपुट है तो अगर S 0 रहा तो Y0 आउटपुट A NAND B लॉजिक ऑपरेशन होगा और उसी वक्त अगर Y1 को सेम्पल करें तो Y1 आउटपुट A NOR B लॉजिक ऑपरेशन होगा If S 0 Y0 AB' Y1 A B' अगर S 1 रहा तो हमें हाफ एडिशन मिलेगा तो Y0 सम बिट रहेगा जोकि A XOR B है तो A प्राइम B प्लस A B प्राइम और Y1 कैरी बिट रहेगा जोकि AB है तो यह चीज हमने पहले देखी है If S 1 Y0 A'B AB' Y1 AB तो जो यह सिंपल 1 बिट यूनिट सर्किट को कैसे लिखेंगे तो हमें लॉजिक फंक्शन और अर्थमैटिक फंक्शन पता है जो हमने पहले देखा है तो हम लिखेंगे S प्राइम जब यह हाफ बिट है Y0 के केस के लिए S प्राइम AB प्राइम इस केस लिए और A प्राइम B OR AB प्राइम AND S तो इस तरीके से लिख सकते हैं और यदि इसका सिंपलीफिकेशन करें तो हम देख सकते हैं की Y0 S A और B से रिलेटेड है Y0 S'AB' SA'B AB' S'A' A'B AB' यदि Y1 को देखें तो उसे कैसे लिखेंगे S प्राइम AND A प्लस B प्राइम और S A B यह यहां से आ रहा है इसे अगर हम वहां ले तो डीमोरगनस थ्योरम DeMorgans theorem से S प्राइम A प्राइम B प्राइम फिर S A B तो आप देख सकते हैं कि यह इसका सिंपलीफाइड वर्ज़न है तो इसे रीअलाइज़ करो तो यह वह ऑपरेशन करता है तो यह थोड़ा सा आसान है Y1 S'A B' SAB S'A'B' SAB तो अब थोड़ा सा कंपलेक्स चीज को देखते हैं तो हमारे पास 2 बिट ओपेरंडस है तो A0 A1 B0 B1 और उसके आउटपुट Y0 Y1 एक एडिशनल इनपुट कैरी इन और एडिशनल आउटपुट कैरी आउट है हमारे पास दो सिलेक्ट इनपुटस S1 S0 है जब हम फंक्शन टेबल देखते हैं तो S1 S0 0 0 के लिए हम उस वक्त कैरी इन को इग्नोर करेंगे और उस वक्त आउटपुट A NAND B है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब बिटवॉइस ऑपरेशन है इसका मतलब Y0 A0 NAND B0 है और Y1 A1 NAND B1 है तो इसका क्या मतलब है इसी तरीके से जब S1 S0 0 1 है तो बिटवॉइस NOR ऑपरेशन होता है तो यह सारी चीजें हो रही है 0 0 और 0 1 के लिए अब 1 0 के लिए यदि कैरी इन 0 है तो Y का मूल्य A है और यदि कैरी इन 1 है तो Y का मूल्य A प्लस 1 है अब हम एक टर्म प्लस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे सम ऑपरेशन से डिफरेन्शीएट करने के लिए और उसका सिंबल है तो A प्लस 1 और जब सिलेक्शन इनपुटस 1 1 है और यदि कैरी इन 0 है तो यह A प्लस B है और यदि कैरी इन 1 है तो यह A प्लस B प्लस 1 है इसका मतलब वह कैरी इन को भी इंक्लूड करता है तो बेसिकली हम यहां फुल एडिशन कर रहे हैं तो अब इसके लिए सर्किट कैसे डेवलप करेंगे तो कैसे हम देख सकते हैं अब यहां 5 वेरिएबल प्रॉब्लम है S1 S0 Cin अगर Cin 0 है तो उस वक्त इस ऑप्शन के लिए S1 S0 0 0 है जब A0 B0 दोनों 0 है तो यह NAND है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में जब कोई एक 0 हो A0 0 और B0 1 हो तो NAND आउटपुट 1 होगा जब दोनों 1 होगा तो NAND आउटपुट 0 होगा A0 1 और B0 0 हो तो NAND आउटपुट 1 होगा इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं और यह इसका ट्रुथ टेबल है करेक्शन रोस जिसे से दिखाया है K map में उसे इंटरचेंज किया है अब आपके पास इनके बीच का रिलेशन भी है अब हम इस 5 वेरिएबल प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसका सर्किट बना सकते हैं अगर मल्टीपल आउटपुट रहे तो क्या हम कुछ इंटरमीडिएट आउटपुट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं तो इस तरीके से हम 2 बिट अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट को व़िज़्युअलाइज कर सकते हैं जो 2 सेट ऑफ 2 लॉजिक ऑपरेशन करता है और यह मैथमेटिकल ऑपरेशन है यह अर्थमैटिक ऑपरेशन है एक केस के लिए कैरी इंक्लूडेड है और दूसरे केस के लिए कैरी इंक्लूडेड नहीं है तो बेसिकली यह दो अलग ऑपरेशन नहीं है तो दो इनपुट से चार पॉसिबिलिटी हो सकते हैं दो अर्थमैटिक को असाइन करते हैं और दो लॉजिक को तो अब हम कुछ ऐसे इसमें जाएंगे जो कि एक्चुअल अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट IC जो आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं IC 74181 यह एक 24 बिट IC है जिसमें 4 बिट अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट है इसके इनपुट A0 से लेकर A3 तक है जहां आप देख सकते हैं कि A0 A1 A2 A3 एक्टिव लो इनपुट है और B0 से लेकर B3 तक है तो यह इसके इनपुट है सिलेक्शन इनपुट को हम S0 S1 S2 S3 ऐसे डेजिग्नेट करते हैं तो यह क्या बताता है यह की 2 टू द पावर 4 मतलब 16 ऑपरेशन पॉसिबल है एक्चुअल में इससे भी ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके पास एक यूनिट इनपुट M है M मतलब मोड तो यदि M हाई हो तो लॉजिक ऑपरेशन और लो हो तो अर्थमैटिक ऑपरेशन है तो यह M केसेस के लिए 16 पॉसिबिलिटीज है तो कुल मिलाकर 32 अलग पॉसिबिलिटीज है 16 अर्थमैटिक ऑपरेशन और 16 लॉजिक ऑपरेशन इस ALU से पॉसिबल है और यह कैरी इनपुट है जो हम पिछले स्टेज से या फिर दूसरे लॉजिक सर्किट से ले सकते हैं यह कैरी आउटपुट है जो हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ ले जा सकते हैं जिसका इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ी तो रिप्पल कैरी एडिशन में होगा इसके अलावा हमारे पास ग्रुप कैरी जेनरेशन और ग्रुप कैरी प्रोपेगेशन टर्म है जो चेहरे को रहा है इससे और जो कि उपयोगी है तो हम एक ऐसा फ़्रेम्वर्क देखेंगे जिसमें हम इन दोनों ग्रुप कैरी टर्मस को फास्ट एडिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनली वह फास्ट एडिशन कर रहा है पर यदि इसे अगले स्टेज या दूसरे स्टेजस को कनेक्ट करना हो यदि रिप्पल कैरी जरूरत हो तो Cn प्लस 4 है यदि लुक अहेड कैरी जेनरेशन जरूरत हो जिसके लिए G और P टर्म जेनरेट करना पड़ेगा वहां पर भी वह है तो आउटपुट A इक्वल टू B जेनरेट होता है पर A ग्रेटर देन B या A लेस देन B यह इन ऑपरेशनस के मेन आउटपुटस है A और B ओपेरंडस है जो F0 F1 F2 और F3 से जेनरेट हो रहा है जब हम फंक्शन टेबल देखते हैं तो हम देख सकते हैं अर्थमैटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन सबट्रैक्शन शिफ़्ट ऑफ ओपेरंड A किए जा रहे हैं A को यहां एक पोजीशन से मेन ओपेरंड कंसीडर किया जा रहा है फिर मेग्नीट्यूड कंपैरिजन करेंगे डायरेक्टली नहीं क्योंकि इसमें हमें कोई डायरेक्ट आउटपुट जैसे A ग्रेटर देन B या A लेस देन B नहीं मिलता है पर A इक्वल टू B है लेकिन बाकी दोनों केसस नहीं है तो कुछ और तरीके से हम यह कर सकते हैं और हम देखेंगे कि लॉजिक ऑपरेशन जैसे NOT AND NAND OR NOR Ex OR Ex NOR यह सारी चीजें यहां है और उससे ज्यादा चीजें भी है तो वह हम देखेंगे तो यह फंक्शन टेबल है तो यह थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है पर जैसे कि आप जानते हैं 32 अलग पॉसिबिलिटीज है तो यह M इक्वल टू H है जो लॉजिक फंक्शन वह जनरेट कर रहा है तो यह सारे अलग लॉजिक फंक्शन है S3 से S0 के चॉइसस के लिए तो मान लो यह L L L L है मतलब की सारे लो हैं तो उस वक्त फंक्शन आउटपुटस F3 से F0 तक जो भी होगा वह A3 A2 A1 और A0 का कंप्लीमेंट होगा तो यह है जो हमें मिलेगा इसलिए यह सर्किट थोड़ा सा अलग है कुछ स्लाइडस के बाद हम एक उदाहरण देखेंगे जो अगला है वह पहले के समान है जो अलग लॉजिक फंक्शन हम देख रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया की NOR रहेगा EXNOR रहेगा तो ऐसी काफी सारी चीजें रहेंगी जो हम देखेंगे वह क्या है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है और वैसे ही लॉजिक M इक्वल टू लो जो निर्भर है कैरी के होने पर या ना होने पर कैरी के होने पर उसका अलग मीनिंग है यदि कैरी ना हो तो वह A माइनस 1 है और यदि कैरी हो तो वह F इक्वल टू A है यह केवल ऐसा है कि इनपुट आउटपुट के तरफ पास हो रहा है तो जो अलग केसेस है वह A प्लस B और A प्लस B प्लस 1 है तो यह A माइनस B है और यह A माइनस B माइनस 1 है तो यह अलग फंक्शनस है जो हमें इससे मिल सकता है अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां जो है A इक्वल टू B मेग्नीट्यूड कंपैरिजन आउटपुट मेग्नीट्यूड कंपैरेटर आउटपुट जो है वह ओपन कलेक्टर है तो ओपन कलेक्टर क्या है उसका मतलब क्या है इसमें बेसिकली हमें एडिशनल रेसिस्टन्स चाहिए जिसे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं जिसके वजह से एक्चुअली सर्किट चलता है इसके अलावा क्या यह सर्किट circuit ज्यादा करंट डिलीवर कर सकता है तो इसके अलावा यह सर्किट वायर्ड AND कनेक्शन भी दे सकता है तो मान लो कि आपके पास एक दूसरा 4 बिट कंपैरिजन करने वाला ALU है जिसके पास भी ओपन कलेक्टर आउटपुट है A इक्वल टू B के लिए तो वह 4 बिट्स और यह 4 बिट्स को यदि हम ऐड कर दें मतलब वायर जोड़कर कनेक्शन दे तो वह AND लॉजिक देगा तो आप देख सकते हैं दोनों ही हाई है तो हम यह कह सकते हैं कि यह पूरा होल whole 8 बिट नंबर हाई है और होल नंबर के तौर पर इक्वल है अगर उनमें से कोई भी एक लो रहा तो इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी इसका मतलब कुछ और भी हो रहा है तो यह हमें एक क्विक दो नंबरों के बीच का कंपैरिजन दे रहा है जो दो अलग ALU's में कंपेयर पर हो रहा है यह ओपन कलेक्टर आउटपुट का वायर्ड AND ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication नहीं है पर A प्लस A का मतलब 2 गुणाकार मल्टिप्लाई multiply A जोकि केवल A को एक यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो यही है जो हम देख सकते हैं और मेग्नीट्यूड कंपैरिजन के लिए कोई अलग सा इनपुट नहीं है तो हम रिजल्ट देख सकते हैं जिसमें यह कैरी जनरेट हो रहा है तो इस कैरी का इंप्लीकेशन नोट करेंगे जब हम सबट्रैक्शन कर रहे है तो L H H L इसका क्या मतलब है तो एक केस में वह A माइनस Bमाइनस 1 है और दूसरे में A माइनस B है मेग्नीट्यूड कंपैरिजन के पिछले क्लास में हमने देखा है कि यह कैसे होता है सबट्रैक्शन से और तब मैंने बताया था कि सबट्रैक्शन के लिए हम ALU का इस्तेमाल करेंगे तो यदि यह लो हैं और यह भी लो है तो हम कह सकते हैं की A लेस देन इक्वल टू B है अगर यह लो है और यह हाइ है तो यह A ग्रेटर देन B है तो आप देख सकते हैं की 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic कैसे करते हैं अगर यह हाइ है और यह लो है तो यह A लेस देन B है अगर यह हाइ है और यह भी हाइ है तो यह A ग्रेटर देन B है तो इस तरीके से मेग्नीट्यूड कंपैरिजन होता है हम इस कैरी आउटपुट Cn प्लस 4 को समझ सकते हैं Cn के प्रेज़ॅन्स या ऐब्सन्स में तो फंक्शन टेबल में यह सारे लॉजिक फंक्शनस मौजूद है यदि आप जो लॉजिक फंक्शनस मौजूद है उसे ध्यान से देखें तो हमें यह समझ आता है की इस टेबल में आउटपुट यहां वन टू वन बेसिस पर कनेक्ट होता है तो यह क्या है और यह टेबल क्या है तो यह टेबल हमने इस कोर्स के कुछ पहले हफ्तों में देखा है तो दो इनपुट के लिए कितने अलग फंक्शनस पॉसिबल है तो हमने यह पता किया है यह दो इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 से 16 अलग फंक्शनस पॉसिबल है एक पॉसिबिलिटी यह यह है कि हर एक केस के लिए आउटपुट outut 0 रहेगा एक पॉसिबिलिटी यह है कि 0 0 के लिए आउटपुट 1 रहेगा और बाकी सारे केसस के लिए 0 रहेगा एक पॉसिबिलिटी यह है कि 0 1 के लिए आउटपुट 1 रहेगा और बाकी सारे केसस के लिए 0 रहेगा तो इन चार से हमें 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 अलग कॉन्बिनेशनस 0's और 1's के जो 16 अलग फंक्शनस जनरेट करता है हमने देखे थे जहां हमें AND OR और ऐसे सारे कैसेस मिले थे अगर L L L L में पहले वाले को हम डेजिग्नेट करेंगे नंबर 1 से दूसरे वाले को हम डेजिग्नेट करेंगे नंबर 2 से तो यह नंबर 1 है यह 2 यह 3 और ऐसे ही चलते जाएंगे तो हम यह फंक्शन टेबल देखकर समझ सकते हैं कि 1 यहां है और यह किसी और जगह पर नहीं है क्योंकि हर एक चीज यूनिक है तो L L L L के लिए यह A बार है और आप देख सकते हैं कि यह 0 0 है यह 1 है और यह 1 है यह 0 0 है तो यह A बार है इसी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं की 2 यहां आ रहा है 3 यहां आ रहा है और इसी तरीके से हर एक पॉसिबल फंक्शनस इस लॉजिक ऑपरेशन में कवर हो रहा है और अगर आपको इनमें से कुछ की जरूरत हो तो एप्रोप्रियेट सिलेक्शन इनपुट को इन्वोक करके हम ले सकते हैं अब यह IC 74181 सर्किट है यदि आप मेन्यफ़ेक्चर्र की डेटाशीट देखें तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से है तो इसीलिए हमने उसका सिंपल वर्जन से शुरू किया पर अब हम ऐसी स्थिति में है कि हम समझ सकते हैं की डेटाशीट में कैसे रिप्रेजेंट किया है वह कैसे काम करता है और बाकी सब उसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे इस उदाहरण में सारा सिलेक्शन इनपुट 0 है M 1 है M 1 मतलब वह एक लॉजिक फंक्शन है और B पूरा 0's है Cn भी 0 है अगर यह केस है 0 0 0 0 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे की F इक्वल टू A प्राइम यह बिटवाईस कंप्लीमेंट ऑपरेशन है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे की F0 इक्वल टू A0 बार इसका मतलब जब A0 0 रहेगा तो F0 1 होगा और जब A0 1 रहेगा तो F0 0 होगा तो यही चीज हम दूसरे केसस के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यह B पर निर्भर नहीं है और Cn इमटिरीअल है तो यह है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम देख सकते हैं की वास्तविक में यह हो रहा है कि नहीं तो उसके लिए एक उदाहरण लेंगे तो इसमें A0 दिया हुआ है तो हम यह मान रहे हैं की A0 1 है जो नीला रंग में है A0 0 है जो बुरे रंग में है तो आप यह रंग देख सकते हैं दे सकते हैं तो यह A0 1 है तो फिर क्या हो रहा है तो यह 1 यहां आ रहा है NOR गेट के लिए 1 वहां है इसका मतलब यह 0 है आउटपुट 0 है और AND गेटस के दूसरे इनपुटस आप देख सकते हैं यह सारे सिलेक्शन से आ रहा है यह सारे सिलेक्शन 0 है तो यह भी 0 0 क्योंकि एक इनपुट सिलेक्शन इनपुट को कनेक्टेड है जो कि 0 0 है तो 0 0 और यह NOR गेट का आउटपुट 1 है अब हम दूसरे केसेस के और देखेंगे तो यह XOR गेट है 0 और 1 यह इनपुट है तो यह आउटपुट 1 है तो F0 के फाइनल आउटपुट के लिए यह XOR गेट है जो कि इनपुट 1 दे रहा है और हमें इस NAND गेट आउटपुट पर ध्यान देना है तो यह NAND गेट आउटपुट के पास M इक्वल टू 1 है यहां क्योंकि यह एक लॉजिक ऑपरेशन है तो NOT गेट आउटपुट 0 है तो NAND गेट को 0 मतलब आउटपुट 1 है तो 1 1 XOR गेट के लिए आउटपुट 0 है तो A0 इक्वल टू 1 के लिए F0 0 है तो अगर A0 को 0 कर दे तो क्या बदल रहा है क्या अलग है तो A0 0 मतलब यह 0 बन रहा है तो NOR गेट के सारे इनपुट 0 है जिसके वजह से आउटपुट 1 बन जाता है NOR गेट आउटपुट 1 है क्योंकि सिलेक्शन लाइनस 0 है तो यह 1 1 मतलब यह 0 बन रहा है तो XOR गेट के लिए एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट 1 क्योंकि M 1 है तो NAND गेट आउटपुट 1 है तो 1 और 0 और यह आउटपुट 1 है तो आप देख सकते हैं कि यह हो रहा है हम यह दूसरे केसस के लिए भी देख सकते हैं और वह इसी तरीके से है अब हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे वैसा नहीं जैसे यह फंक्शन टेबल काम करता है हम कैसे ALU को लुक अहेड कैरी जेनरेटर के टेंडम में काम करवा सकते हैं तो IC 74181 और IC 74182 है तो लुक अहेड कैरी जेनरेटर 182 एक फास्ट एडर है तो यहां हम एक ऐसा फ़्रेम्वर्क दिखाएंगे जो मेन्यफ़ेक्चर्र के डेटाशीट में अवेलेबल है यदि आप टेक्सास इन्स्ट्रुमॅन्टस Texas Instrument's के वेबसाइट देखें तो आप समझ जाएंगे तो जहां हमें एडिशन दिख रहा है वहां हम 64 बिट एडिशन कर रहे हैं तो 64 बिट एडिशन के लिए हम बेसीकली 64 बिट ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यह 16 ALU के इस्तेमाल से कर रहे हैं जहां हर एक ALU 4 बिट लॉन्ग है तो 74181 जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे ही 16 यूनिटस रहेंगे जो G और P टर्म हमने देखे थे ALU में वह सारे टर्मस वहां है तो उनमें से 4 एक IC 74182 के तरफ जा सकता है यह IC 74182 Cn प्लस x Cn प्लस y यह सारे कैरी जनरेट कर रहा है तो यह कनेक्ट हो रहा है हर एक से इस जेनरेशन प्रोसेस के लिए तो हमने यह पिछले केस में देखा है कैसे 182 काम करता है तो इसी तरीके से इसमें भी 4 लुक अहेड कैरी जेनरेटर रहेंगे तो यह फिर से लुक अहेड कैरी जेनरेशन और प्रोपेगेशन टर्म जनरेट कर रहे हैं और इसे हम फिर फीड करेंगे IC 74182 के नेक्स्ट लेवल को जो कि 4 इनपुट ले सकता है और फिर हमें उससे फाइनल कैरी मिलेगा तो बेसिकली इस तरीके से हम 74181 और 74182 को इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल लेवल के इस्तेमाल से हमें कैरी पहले ही मिल सकता है रिप्पल कैरी एडिशन के कंपैरिजन में 74181 नॉर्मल कैरी भी जेनरेट करता है जो Cn प्लस 4 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिप्पल कैरी एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यदि जरूरत हो तो नहीं दिख रहा तो सारांश लेते हुए ALU एक वर्सटल यूनिट है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है ओपेरंड पर जो निर्भर है कंट्रोल इनपुटस जो सिलेक्शन लाइन के तरफ से आ रहा है वह एक 4 बिट ALU IC 74181 है जिसमें मोड सिलेक्ट इनपुट है और उसके हाई या लो होने से अर्थमैटिक या लॉजिक ऑपरेशन किया जाता है वह ज्यादातर NAND और NOT गेट का इस्तेमाल करता है वह 2 वेरिएबल के सारे कॉन्बिनेशन जेनरेट कर सकता है मतलब 16 पॉसिबल फंक्शन अर्थमैटिक ऑपरेशन के अंदर एडिशन सबट्रैक्शन मेग्नीट्यूड कंपैरिजन जो इनडायरेक्ट तरीके से आता है उसके पास एडिशनल इनपुट जैसे कि रिप्पल कैरी ग्रुप कैरी जेनरेशन प्रोपेगेशन टर्म इक्वलिटी IC 74181 तो IC 74182 से कनेक्ट कर सकते हैं एक ऐसा कॉन्बिनेशन बना सकते हैं जिससे लुक अहेड कैरी 4 बिट अर्थमैटिक से ज्यादा के लिए पॉसिबल है